नमस्कार और सुरक्षा तंत्र अभियांत्रिकी पाठ्यक्रम के इस व्याख्यान में आपका स्वागत है तो पिछले व्याख्यानों में हमने प्रोग्राम में एक विशेष भेद्यता को देखा था विशेष रूप से सी और सी प्रोग्रामों के स्टैक में बफर ओवरफ्लो के कारण भेद्यता होती थी तो हमने क्या देखा था कि एक हमलावर इस बफर ओवरफ्लो का उपयोग प्रोग्राम में कोड को भीतर डालने के लिए कर सकता है और फिर उस विशेष कोड को निष्पादित करने के लिए मजबूर कर सकता है तो हम इसे निष्पादन को पलटने जैसा कहते है और फिर पेलोड का निष्पादन होता है और फिर पिछले व्याख्यानों में हमने कुछ तरीके भी देखे जहाँ इस बफर ओवरफ्लो प्रकार की कमजोरियों को रोका जा सकता था निश्चित रूप से हमने बफर ओवरफ्लो भेद्यता के लिए कुछ प्रत्युपाय पर चर्चा किया था इस व्याख्यान में हम बफ़र्स के आधार पर एक अन्य भेद्यता को देखेंगे यहां हम बफर ओवररीड के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं तो चलिए शुरुआत एक छोटे उदाहरण से करते है कि बफर ओवररीड क्या है तो चलिए हम इस उदाहरण के साथ शुरू करते है तो यह विशेष प्रोग्राम दो वैश्विक ऐरे को परिभाषित करता है एक some data के रूप में जाना जाता है जिसका आरंभिक मान कुछ इच्छाधीन स्ट्रिंग है और अन्य ऐरे जो secret data है जिसका आरंभिक मान topsecret है अब main फ़ंक्शन में len को परिभाषित किया गया है जो अनिवार्य रूप से कमांड लाइन कथन से प्राप्त किया गया है पहले कमांड लाइन कथन को एक पूर्णांक में बदल दिया जाता है और इसका उपयोग len को आरंभिक मान देने के लिए किया जाता है और फिर हमारे पास यह है कि यहाँ पर while लूप है जो some data के अक्षरों को छापता है छपने वाले वर्णों की संख्या len पर निर्भर करती है और जो बदले में इस प्रोग्राम के उपयोगकर्ता द्वारा argv1 में निर्दिष्ट की जाती है तो इस विशेष प्रोग्राम में दो महत्वपूर्ण पहलू हैं इस प्रोग्राम की भेद्यता को समझने के क्रम में सबसे पहले इस प्रोग्राम का उपयोगकर्ता निर्दिष्ट कर सकता हैं कि some data के कितने वर्णों को छापने की आवश्यकता है यदि len इस विशेष स्ट्रिंग के आकार से कम है तो कोई समस्या नहीं है और कुछ वर्ण और कम से कम some data के सभी वर्ण स्क्रीन पर छप जाएंगे हालाँकि उपयोगकर्ता len के लिए some data वर्णों के छापने कि तुलना में एक बहुत बड़ी संख्या को निर्दिष्ट करता है साथ ही मेमोरी में संग्रहीत आसन्न वर्ण भी छप जाएंगे इस विशेष स्थिति में आसन्न मेमोरी में top secret रखा होता है इसलिए len का मान बहुत अधिक होता है तो न केवलsome data बल्कि top secret भी छप जाता है इसलिए हम वास्तव में इस विशेष प्रोग्राम को चलाते हैं हम इसे हमेशा की तरह संकलित करते हैं और इसे यहां कमांड लाइन पर यहाँ चलाते हैं और कमांड लाइन कथन को 22 के रूप में निर्दिष्ट करते हैं इसलिए len का आरंभिक मान 22 हो जाता है और यह 22 अक्षरों को some data से शुरू करता है तो स्क्रीन पर जो छप जाता है वह केवल some data ही नहीं है बल्कि "Top secret" के आसन्न वर्ण भी हैं तो यह बफर ओवररीड के कारण भेद्यता का एक बहुत साधारण उदाहरण है यहाँ क्या हुआ है कि ऐरे को कुछ विशिष्ट आकार के लिए प्राम्भिक मान दिया गया है लेकिन उपयोगकर्ता आवश्यकता से अधिक डेटा पढ़ने में कामयाब रहा है और अनिवार्य रूप से यह केवल ऐरे नहीं है जो स्क्रीन पर छप जाता है बल्कि उस विशेष ऐरे से सटे मेमोरी को भी छाप देगा तो अब यदि हम पहले के व्याख्यानों में प्रस्तुत किए गए प्रतिसादों को देखते हैं तो हमने भेदिया उपयोगकर्ता WX बिट के साथ साथ एएसएलआर एड्रेस स्पेस लेआउट रैंडमाइजेशन का अध्ययन किया था बफर ओवररीड के संबंध में हम यहां जो देख रहे हैं वह यह है कि भेदिया और WX बिट बफर ओवररीड को रोकने के लिए काम नहीं करेंगे ऐसा इसलिए है क्योंकि भेदिये अनिवार्य रूप से स्टैक में बदलाव की तलाश करते हैं और बफर ओवररीड के साथ हम स्टैक पर कुछ भी नहीं लिख या बदल रहे हैं लेकिन हम स्टैक की सामग्री को केवल पढ़ रहे हैं इसी तरह WX बिट सुरक्षा तंत्र के साथ हम स्टैक से कुछ भी निष्पादित नहीं करने जा रहे हैं बल्कि चूंकि हम स्टैक से पढ़ते हैं इसलिए WX बिट प्रतिसाद भी काम नहीं करेगा अब तीसरी प्रतिसाद जो हमने ASLR या एड्रेस स्पेस लेआउट रैंडमाइजेशन का अध्ययन किया है बफर ओवररीड को रोकने में मदद नहीं करेगा मूल रूप से इसका कारण यह है कि हम खुद को स्टैक से या मेमोरी के किसी हिस्से को पढ़ने के लिए सीमित कर रहे हैं अब ASLR लाइब्रेरी के स्थान को यादृच्छिक बनाने के लिए उपयोगी था इसलिए ROP हमले जैसे हमलों ने रखने को और अधिक कठिन बना दिया दूसरी ओर यहाँ पर जब से हम एक विशेष मेमोरी हिस्से के भीतर ओवररीड को सीमित कर रहे हैं तो ASLR प्रतिसाद भी हमले को रोकने के लिए काम नहीं करेगा अब हम बफ़र ओवररीड हमले का एक विशेष उदाहरण लेते हैं तो यह विशेष हमला हार्ट ब्लीड के नाम से जाना जाता है तो यह एक मैलवेयर था जो 2012 में आया था और 2014 में इसका खुलासा किया गया था तो मैलवेयर के लिए CVE यहाँ है CVE 2014-0160 और इस विशेष मैलवेयर ने वेब सर्वर से महत्वपूर्ण जानकारी चुराने के लिए अनिवार्य रूप से एक बफर ओवररीड का उपयोग किया था तो लक्ष्य TLS के एक ओपन SSL का कार्यान्वयन था तो TLS ट्रांसपोर्ट लेयर सुरक्षा है अब इस विशेष ओपन SSL लाइब्रेरी का व्यापक रूप से उपयोग तब किया जाता है जब आप अपने वेब सर्वर अनुप्रयोगों में क्रिप्टोग्राफी या सुरक्षा चाहते हैं तो TLS या ट्रांसपोर्ट लेयर सुरक्षा सुरक्षित संचार के लिए एक क्रिप्टो प्रोटोकॉल को परिभाषित करता है यह व्यापक रूप से ईमेल वेब ब्राउज़िंग VoIP और त्वरित संदेश जैसे अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है इसका उपयोग डेटा की अखंडता के साथ साथ गोपनीयता प्रदान करने के लिए किया जाता है अब हम इस व्याख्यान में क्या चर्चा करेंगे इस ओपन SSL कार्यान्वयन में एक भेद्यता है जो हमलावरों द्वारा सूचना चुराने के लिए तोडा गया था हार्टब्लीड मालवेयर में तोड़ने वाली भेद्यता को विशेष रूप से हार्टबीट संदेश के रूप में जाना जाता है जिसे TLS लाइब्रेरी के साथ जोड़ा जाता है अब हार्टबीट संदेश क्लाइंट और सर्वर के बीच भेजा जाता है और अनिवार्य रूप से इन दोनों प्रणालियों के बीच सम्बन्ध को जीवित रखने के लिए उपयोग किया जाता है तो हम यहां जो देख रहे हैं वह यह है कि इनमें से एक प्रणाली हार्टबीट संदेश के रूप में जानी जाने वाली किसी चीज को बनाएगी और उस संदेश को दूसरी प्रणाली में भेज देगी उदाहरण के लिए यहाँ क्लाइंट हार्टबीट संदेश बनाएगा और सर्वर को वह संदेश भेजेगा अब सर्वर यह निर्धारित करेगा कि यह वास्तव में हार्टबीट संदेश है और उस विशेष संदेश को दोहराता है जो इसे प्राप्त हुआ और इसे ग्राहक को वापस भेज दिया तो यह एक पिंग पोंग तरह की चीज है जहां एक तंत्र एक संदेश भेजेगा और दूसरा तंत्र उसी संदेश के साथ उत्तर देगा अब हार्टबीट संदेश कुछ इस तरह से दीखता है दूसरा इसमें पेलोड की लंबाई निर्दिष्ट करने के लिए 2 बाइट्स थे तो चूंकि यह 2 बाइट है इसलिए पेलोड की लंबाई 1 बाइट से लेकर 2 16 1 बाइट तक कुछ भी हो सकती है और फिर अंत में आपके पास यहां पर पेलोड है और वैकल्पिक रूप से अतिरिक्त पैडिंग है जिसे भी जोड़ा गया है तो हमारे उदाहरण में यहाँ पर पेलोड हैलो वर्ल्ड होगा लंबाई 12 बाइट होगी क्योंकि हैलो वर्ल्ड में 12 बाइट होते हैं और टाइप इस प्रकार होगा TLS1 HB REQUEST अब हम SSL 3 संरचना के रूप में भी देखते हैं जो अनिवार्य रूप से हार्टबीट संदेश रखती है अब SSL 3 संरचना में बहुत सारे तत्व हैं लेकिन हार्टबीट संदेश के संबंध में महत्वपूर्ण केवल दो हैं एक d length है जिसे अनसाइन्ड इंट के रूप में परिभाषित किया गया है और दूसरा वह डेटा है जो अनिवार्य रूप से एक स्ट्रिंग अनसाइन्ड कैरेक्टर पॉइंटर है अब यह डेटा अनिवार्य रूप से हार्टबीट संदेश है जिसे हमने पहले टाइप पेलोड की लंबाई और पेलोड को शामिल करते हुए चर्चा किया है अब ध्यान दें कि हमारे पास दो लंबाई हैं जो इस विशेष हार्टबीट संदेश में शामिल हैं एक है d length जो मौजूद है तो यह d length बाहरी संरचना में परिभाषित की गई है और दूसरा एक पेलोड लंबाई है जो अनिवार्य रूप से हार्टबीट संदेश का हिस्सा है जो SSL 3 संरचना में यहाँ पर परिभाषित डेटा का हिस्सा है तो d length टाइप लंबाई और पेलोड सहित हार्टबीट संदेश के पूरे आकार को निर्दिष्ट करती है लेकिन हार्टबीट संदेश के अंदर की लंबाई केवल पेलोड के बारे में बताती है अब पेलोड लंबाई अर्थात् यह लंबाई हार्टबीट संदेश के निर्माता द्वारा नियंत्रित की जाती है उदाहरण के लिए यदि क्लाइंट तंत्र ने हार्टबीट संदेश बनाया है तो क्लाइंट तंत्र यह तय कर सकता है कि पेलोड की लंबाई क्या है एक अन्य अवलोकन जो हम यहां देखते हैं वह यह है कि पेलोड की लंबाई d length की तुलना में निश्चित ही कम होनी चाहिए हालाँकि ओपन SSL TLS लाइब्रेरी के वास्तविक कोड में यह जांच कभी नहीं बनाया गया था तो इसके परिणामस्वरूप क्या हो सकता है कि क्लाइंट तंत्र जिसने यह हार्टबीट संदेश बनाया था वह पेलोड के लिए एक विशेष लंबाई बना सकता है या स्थापित कर सकता है जो कि बहुत बड़ा है और चूंकि इस लंबाई की कभी भी जांच नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप बफर ओवररीड हो सकता है चूंकि पेलोड की लंबाई को कभी भी d length के संबंध में जांचा नहीं गया था जिसके परिणामस्वरूप यह एक बफर ओवररीड हो सकता है तो आइए हम एक उदाहरण के साथ हार्टबीट हमले को देखें तो हमारे पास यहां पर एक क्लाइंट तंत्र है जिसने एक दुर्भावनापूर्ण हार्टबीट संदेश बनाया है तो हार्टबीट संदेश कुछ इस तरह दिखाई देगा यह होगा सबसे पहले एक टाइप है जो 1 बाइट है जो TLS HB REQURST को निर्दिष्ट करता है दूसरा वह लंबाई है जहां दुर्भावनापूर्ण रूप से क्लाइंट तंत्र ने अधिकतम लंबाई में भर दिया है क्योंकि एक लंबाई 2 बाइट की है इसलिए अधिकतम लंबाई 216 1 हो सकती है जो कि 65535 है तो अब यहां पेलोड डेटा में क्लाइंट तंत्र में सिर्फ 1 बाइट में भरता है हालांकि यह निर्दिष्ट करता है कि पेलोड की लंबाई 65535 बाइट है अब संचार के दौरान क्या होता है कि यह हार्टबीट संदेश SSL 3 संरचना में लपेटा गया है अब SSL 3 इस संदेश की लंबाई को केवल 4 बाइट के रूप में मापता है इस टाइप के लिए 1 लंबाई के लिए 2 और इस डेटा के लिए 1 जो इसे मिला है तो इस प्रकार यह 4 बाइट के रूप में d length निर्दिष्ट करता है तो पीड़ित में क्या होता है हमारा वेब सर्वर है क्या वेब सर्वर यहां पर d length भाग को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है और बस हार्टबीट संदेश के भीतर की लंबाई को देखता है इस प्रकार वह क्या करने जा रहा है यह पेलोड की प्रतिलिपि करने जा रहा है जो यहां पर मौजूद है जो पेलोड का 1 बाइट है और यह भी जा रहा है क्योंकि लंबाई 65535 बाइट के रूप में निर्दिष्ट है इसलिए यह सभी आसन्न बाइट की प्रतिलिपि करेगा जो इसकी मेमोरी में मौजूद हैं इस प्रकार पीड़ित की प्रतिक्रिया इस तरह दिखती है इसमें टाइप के लिए 1 बाइट शामिल होती है जो कि TLS HB RESPONSE है लंबाई 65535 बाइट के रूप में पहले कि तरह निर्दिष्ट की जाएगी और पेलोड डेटा 1 बाइट में शामिल होगा जो क्लाइंट मशीन के द्वारा भेजी गई थी और साथ ही 65534 आसन्न बाइट इस प्रकार यह पैकेट SSL 3 प्रतिक्रिया में लिपट जाता है और इस तरह SSL 3 प्रतिक्रियाओं में लंबाई 65538 बाइट होती है इसलिए सर्वर से क्लाइंट तक की प्रतिक्रिया में d length 65538 बाइट्स होती है अब यहां जो कुछ भी हो रहा है वह यह है कि एक बफर ओवरराइड है और उस विशेष खंड में मौजूद सर्वर डेटा क्लाइंट को स्थानांतरित हो जाता है और वास्तव में इस हार्टबीट मालवेयर में जो दर्शाया गया था वह यह था कि सर्वर में रखे गए बहुत सारे संवेदनशील डेटा को वास्तव में क्लाइंट मशीन से लीक किया गया था तो हम इस बारे में और गहराई से जानेगे कि हार्टबीट कैसे काम करते हैं और हम ओपन SSL कोड को देखेंगे जिसमें वास्तव में भेद्यता है तो हमारे लिए महत्वपूर्ण फंक्शन यह विशेष फंक्शन है जो tls process heartbeat है तो हमारे पास एक पॉइंटर p है जिसे परिभाषित किया गया है और यह पॉइंटर हार्टबीट संदेश के लिए निर्धारित है जो SSL 3 पैकेट में मौजूद डेटा है जिसे प्राप्त किया गया था अगला महत्वपूर्ण हिस्सा यहाँ सर्वर कि ओर इन तीनों विवरणों का है सर्वर उस पैकेट के मूल्यांकन का प्रयास कर रहा है जो उसने प्राप्त किया है सर्वप्रथम सर्वर जो कार्य करेगा वह हार्टबीट के टाइप को निर्धारित करना है जैसा कि हमने पहले देखा है कि TLS HB REQUEST है तो फिर यह पेलोड की लंबाई को निकाल देगा जो बाद में लोड में संग्रहीत किया जाता है तो यह 2 बाइट की लंबाई है जो यहां मौजूद इस पेलोड चर में संग्रहीत हो जाती है और अंत में एक पॉइंटर p1 परिभाषित होता है जो वास्तविक पेलोड डेटा को इंगित करता है तो अगली बात यह विशेष प्रतिक्रिया होगी जो किmalloc फ़ंक्शन के लिए एक बुलाना है इसलिए यह malloc अनिवार्य रूप से प्रतिक्रिया बनाने के लिए बुलाया जाता है जो सर्वर से क्लाइंट को वापस भेजा जाता है यहाँ पर महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान दें कि malloc के लिए अनुरोधित आकार 3 बाइट्स के अतिरिक्त पेलोड की लम्बाई और पैडिंग शामिल हैं और पैडिंग और पेलोड 16 बाइट्स के रूप में निर्दिष्ट है क्योंकि यह पेलोड की लंबाई है और जैसा कि हमने देखा है कि पेलोड की लंबाई 65535 बाइट्स है इसलिए प्रतिक्रिया का आकार 3 जमा 65535 जमा 16 बाइट्स होने जा रहा है इस फ़ंक्शन में चौथा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि memcpy के लिए यह आमंत्रण है तो memcpy के लिए यह आमंत्रण अनिवार्य रूप से सर्वर से क्लाइंट के लिए प्रतिक्रिया बनाता है यह अनिवार्य रूप से हाल ही में बनाए गए बफर को पेलोड डेटा के साथ भरता है जिसे क्लाइंट द्वारा भेजा गया है तो ध्यान दें कि भले ही क्लाइंट ने 1 बाइट भेजी हो क्योंकि निर्दिष्ट पेलोड 65535 था इसलिए बफर में 65535 बाइट्स का डेटा होगा तो इन 65535 बाइट्स में से केवल एक बाइट है जो यह रखता है कि क्लाइंट ने वास्तव में भेजा था और शेष बाइट्स एक बफ़र ओवररीड के कारण होता है जहाँ 65534 बाइट्स उस एक बाइट के आसन्न है दूसरे बफ़र में प्रतिलिपि कर लिया जाता है अब यह बफर जो अभी बनाया गया है SSL 3 संरचना में लपेटा गया है और क्लाइंट को वापस भेजा गया है ध्यान दें हम यहाँ बफर भेज रहे हैं और इस विशेष पैकेट का आकार 3 जमा पेलोड और पैडिंग है इस प्रकार क्लाइंट जो प्राप्त करता है वह उसके हार्टबीट संदेश की प्रतिक्रिया है जिसमें केवल एक बाइट शामिल होता है जो वास्तव में भेजा जाता है और शेष लगभग 64K बाइट डेटा होता है जिसे उसने सर्वर से प्राप्त किया है यह विशेष स्लाइड डेटा के ढेर को दिखाता है जो कुछ सर्वर से प्राप्त होता है तो हम यहां जो देखते हैं वह यह है कि सर्वर में मौजूद बहुत सारी जानकारी क्लाइंट की चुरा ली जाती है उनमें से कई महत्वपूर्ण जानकारी हैं जैसे लॉगिन खाता और इसी तरह पासवर्ड और सर्वर से क्लाइंट तक के ढेर जैसे पहलू है तो एक दुर्भावनापूर्ण हार्टबीट संदेश के प्रत्येक आह्वान पर ग्राहक को 64K सर्वर डेटा पढ़ने की अनुमति होगी दुर्भावनापूर्ण हार्टबीट के पैकेट को बार बार बनाने से स्थानों की जगहों में क्लाइंट मशीन सर्वर के लगभग पूरे स्थान को साफ़ करने में सक्षम होगी तो हार्ट ब्लीड भेद्यता जनता के बीच में २०१४ में जाना गया और इस भेद्यता को ठीक करने और ओपन SSL कोड को बंद करने के लिए कुछ ही दिनों कुछ 2 या 3 दिनों का समय लगा जैसा कि आप अब तक समझ गए होंगे कि कोड में दोष या भेद्यता बहुत मामूली थी यह सब समस्या यह थी कि वहाँ वह d length वास्तविक पेलोड लंबाई की तुलना में बहुत छोटा हो सकता है तो मैं आपको चाहूँगा कि अब आप इस बारे में सोंचे अभी इस कोड को देखें और यह पता करें कि इस कोड में कैसे या क्या कथन जोड़े जा सकते हैं ताकि हार्ट ब्लीड भेद्यता को ठीक किया जा सके धन्यवाद